एनपीटीईएल NPTEL ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षाजेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 12 कार्यस्थल में महिलाएं जारी सभी को नमस्कार मैं लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ पिछले व्याख्यान में हमने यौन उत्पीड़न की अवधारणा के संदर्भ को समझने की कोशिश की भारत में यौन उत्पीड़न के संबंध में विकास और इस संबंध में पीड़ित की भूमिका क्या हो सकती है उसे अपने अधिकार के लिए कैसे खड़ा होना है और यह सुनिश्चित करना है यदि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी भी रूप में है तो उचित कार्रवाई की जाती है हम जो समझते हैं कि यौन उत्पीड़न एक बहुत ही अपमानजनक और दर्दनाक अनुभव है जहां तक एक महिला का कार्यस्थल में संबंध है इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ या विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं जो उसके सहयोगियों द्वारा या शारीरिक उन्नति यौन रंग संबंधी टिप्पणी या यौन संबंध रखने वाले किसी भी अन्य प्रकार के अलिखित व्यवहार से जुड़े नियोक्ता द्वारा किए जाते हैं इस तरह के यौन उत्पीड़न का महिलाओं की शारीरिक और मानसिक भलाई को प्रभावित करने का प्रभाव होता है और यह कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है और कई बार आर्थिक परिणाम भी होते हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं नियोक्ता की मांगों के अनुपालन से इनकार करती हैं इस संबंध में 2013 में विशाखा दिशा निर्देशों के बाद अधिनियम यौन उत्पीड़न रोकथाम संरक्षण और निवारण अधिनियम 2013 सरकार द्वारा पारित किया गया था और तब से प्रत्येक संगठन की ओर से यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समितियों की स्थापना करें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सकुशल और सुरक्षित कार्य वातावरण हो अब इस संबंध में एक पीड़िता के लिए जो चीजें जानना जरूरी है जिसे हम पिछले व्याख्यान में संबोधित करने की कोशिश करते हैं वह है विरोध और उत्पीड़न के खिलाफ बोलना मौन होना कानून और न्याय के उद्देश्य को पराजित करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही कोई घटना या उत्पीड़न की घटना होती है या जिसे वह मानती है कि वह महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही है उसे तुरंत उचित समिति या आंतरिक शिकायत समिति के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए जो संगठन के भीतर स्थापित हो चुकी है इस तरह की शिकायत जल्द से जल्द की जानी चाहिए और सवालिया घटना के तीन महीने बाद नहीं हालांकि और देरी के मामले में महिलाओं द्वारा दिए गए उचित स्पष्टीकरण के आधार पर देरी को कम करने के लिए समिति पर निर्भर है उसके बाद यह देखने के लिए कि वह जो भी उपाय करती है वह आंतरिक सुरक्षा को मापती है वह यह प्राप्त करने का इरादा रखती है कि वह आंतरिक सुरक्षा समिति द्वारा उस सुरक्षा को वहन करती है इसलिए यदि वह छुट्टी पर जाना चाहती है या यदि वह चाहती है कि उत्पीड़न स्थानांतरित हो गया है तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि वह इस प्रक्रिया में आगे पीड़ित नहीं है और उसकी सुरक्षा संगठन की सबसे अधिक चिंता का विषय है यदि वह सुलह जैसे अनौपचारिक तंत्र के लिए जाना चाहती है तो यह उसके अनुरोध पर है कि आंतरिक शिकायत समिति इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और फिर यह पीड़ित और दूसरी पार्टी पर निर्भर करती है कि वह चर्चा करने और निर्णय करने के लिए परेशान है उस उद्देश्य के लिए क्या उपाय या कदम या शर्तें रखी जानी हैं यदि इस तरह की कोई सुलह संभव नहीं है या महिलाएं ऐसी किसी भी सुलह की उम्मीद नहीं करती हैं तो उस मामले में एक जांच होनी चाहिए जिसे शुरू करने के लिए और उस पूछताछ में महिलाओं को खुद का बचाव करना चाहिए पीड़ित को आवश्यक समुदाय के समक्ष किसी अन्य रूप में दस्तावेजों के रूप में आवश्यक साक्ष्य गवाहों को सामने रखना चाहिए आरोप का समर्थन करने के लिए कि वह दूसरे व्यक्ति के खिलाफ लाया है और उस आधार पर वह मानसिक आघात के लिए मुआवजे सहित उचित उपाय और अन्य नुकसानों के बारे में पूछ सकता है जो उसने इन प्रक्रिया में बनाए रखा था इसलिए पीड़ित को यह बहुत जरूरी है कि पीड़ित को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और उसे पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में कोई शर्म की बात नहीं है और यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह उसे यह दिखाने के लिए आवश्यक आश्वासन दे कि वे उसके पक्ष में हैं और यहां सभी प्रक्रिया में सहायता करेंगे इस संबंध में एक और बात दो और चीजें जो हमारे आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण हैं अपील के लिए एक परिवीक्षा है स्लाइड समय देखें 0634 प्राधिकरण के निर्णय से इसलिए कि यदि समुदाय या जो भी निर्णय समुदाय तक पहुंचता है अगर पीड़ित या यहां तक कि प्रतिवादी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अधिकार के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 2013c श्रेणी में प्रावधान है समय अवधि जो उस प्रस्ताव के लिए रखी गई है ऐसी अपील 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए क्योंकि निर्णय आंतरिक शिकायत समुदाय द्वारा दिया गया है स्लाइड समय देखें 0715 पीड़ित के हिस्से पर जिम्मेदारी या कर्तव्य के संबंध में जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं इसे कर्तव्य कहती हूं या एक जिम्मेदारी जिसे बोलने का यह प्रावधान है उसकी कई जगहों में आलोचना भी की गई है क्योंकि यह प्रावधान पीड़ित को दंडित करने के लिए है मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद यदि यह पता चलता है कि इस तरह की शिकायत झूठी थी या दुर्भावनापूर्ण आधार पर इसकी आलोचना की गई थी क्योंकि यह कई महिलाओं को प्रतिबंधित कर सकता है या कई महिलाओं को शिकायतों के साथ आगे आने से हतोत्साहित कर सकता है अगर वे किसी भी प्रकार की आशंकाओं के साथ अधिनियम या व्यवहार की प्रकृति के संबंध में हैं जिसे वे अब केवल यौन शोषण के एक अधिनियम के रूप में संरेखित कर रहे हैं क्योंकि कुछ सच नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है झूठा है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या उत्पीड़नकर्ता के खिलाफ जानबूझकर झूठ बोलता है ताकि वह व्यक्ति को सिखा सके एक सबक या व्यक्ति के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत पाठ्यक्रम या व्यक्ति के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी या नफरत दर के कारण यह उन स्थितियों में है जहां कानून के इस प्रावधान को लागू किया जा सकता है जहां यह कहता है कि एक गलत और दुर्भावनापूर्ण शिकायत कानून के तहत दंडनीय है और इसलिए यह पीड़ित का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह देखे कि जिस उद्देश्य के लिए वह सक्रिय हुई है उसके अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कानून का उपयोग नहीं किया गया है यह महिलाओं की सकुशलता और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है तो यह ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अधिनियम अपने निजी लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने निजी मुद्दे को निपटाने के लिए परिशोधित हो और यह इस स्थिति में है कि यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह महिलाओं की ओर से जरूरी है कि यह देखें कि यदि कोई वास्तविक मामला है तो एक वास्तविक आरोप है तो उसे निश्चित रूप से शिकायत में लाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि उसे विचाराधीन अधिनियम के तहत उचित राहत और उपचार मिले इसलिए एक बार हम समझ गए हैं कि पीड़ित की भूमिका क्या है या पीड़ित को उस अधिनियम के संदर्भ में खुद को कैसे आचरण करना चाहिए जिसे निर्धारित किया गया है अब हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अधिनियम और प्रक्रिया के तहत स्थापित प्राधिकरण को समझने की कोशिश की जा रही है जिसमें रखी गई है जिसके तहत उन्हें आवश्यक पूछताछ या जांच का संचालन करना है स्लाइड समय देखें 1022 कानून के तहत अब अगर कोई अधिनियम के तहत देखता है तो दो प्राधिकरण हैं जिन्हें स्थापित किया गया हैं एक आंतरिक शिकायत समिति है जिसे संगठन के भीतर प्रत्येक संगठन में निम्नलिखित संविधान के साथ नियोक्ता द्वारा स्थापित किया जाना है दूसरा प्राधिकरण जो अधिनियम के तहत बात की गई है स्थानीय शिकायत समिति हैं अब बाहरी संगठन है जिसमें 10 से कम महिलाएं हैं जो संगठन के भीतर कार्यरत हैं ऐसे संगठन के लिए यह जगह होगी या यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को देखने के लिए शिकायत तंत्र निवारण निकाय स्थानीय शिकायत समिति होगी लेकिन किसी भी अन्य संगठन के लिए जहां 10 या अधिक महिला कर्मचारी हैं जिन्हें संगठित किया गया है जिनके द्वारा नियोजित किया गया है ऐसे सभी संगठनों में संगठन को अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना करनी होगी अब तक जहां तक स्थानीय शिकायत समिति की बात है तो यह उपयुक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार ऐसी शिकायत समिति को अधिसूचित करे जो हर जिले में स्थापित की जाएगी अब इस संबंध में कोई भी यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 5 6 7 इत्यादि में देख सकता है हम अपने आप को आंतरिक शिकायत समितियों तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे जिन्हें हर संगठन में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ स्थापित किया जाना है अब आंतरिक शिकायत समिति के पास यह विशेष रचना है एक अध्यक्ष होना चाहिए अब अध्यक्ष को कुछ मामलों में उस संगठन के कर्मचारी के रूप में वरिष्ठ स्तर पर काम करने वाली एक महिला होना चाहिए अगर यह उपलब्ध नहीं है तो इसे नामांकित किया जा सकता है या अध्यक्ष को नामित किया जा सकता है किसी भी अन्य कार्यालय इकाई विभाग या एक ही नियोक्ता के कार्य स्थान से लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह अध्यक्ष या पूर्ववर्ती अधिकारी को आवश्यक रूप से इस वरिष्ठ स्तर पर एक महिला होना चाहिए तो एक वरिष्ठ कर्मचारी एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी को अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी होना चाहिए उस आंतरिक शिकायत समिति का अगले में कर्मचारियों के बीच न्यूनतम दो सदस्य होने चाहिए जो सामाजिक कार्यों में कानूनी ज्ञान या अनुभव रखने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह होना चाहिए कि यह एक समिति है जो विशेष रूप से महिलाओं के कार्यप्रणाली के लिए समर्पित है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ अधिनियम अनिवार्य रूप से महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान देता है इसलिए करीब करीब महिलाओं को रोजगार देने की उपस्थिति संभवत आधे उद्देश्य की है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समिति के सदस्यों के रूप में व्यक्ति होना चाहिए जो महिलाओं के मुद्दों सामाजिक मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इसलिए उन्हें उन क्षेत्रों में काम करने का ज्ञान है या उनके पास कम से कम एक कानूनी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस विशेष संबंध में कानूनी डोमेन और कानून के आवेदन में एक बड़ा पहलू है इसलिए इस संबंध में आवश्यक कानूनी ज्ञान होना चाहिए और कम से कम एक होना चाहिए अब स्वतंत्र सदस्य जो कि समिति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अधिनियम के तहत स्थापित होने के लिए है चूंकि यह नियोक्ता है जो आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर रहा है किसी भी तरह से आंतरिक शिकायत समिति को नियोक्ता के फैसले या नियोक्ता के निर्देशों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इसलिए एक स्वतंत्र सदस्य की उपस्थिति होनी चाहिए अब ऐसा सदस्य गैर सरकारी संगठनों के बीच गैर सरकारी संगठनों से हो सकता है यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित महिलाओं या किसी व्यक्ति के कारण के लिए प्रतिबद्ध संगठनों या संघों के बीच से हो सकते हैं यह भी महत्वपूर्ण है कि समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे महिलाओं का होना आवश्यक है इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक समिति है जिसकी अध्यक्षता एक महिला करती है और कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं होती हैं और उन सदस्यों में से दो सदस्यों को कानूनी ज्ञान के साथ महिलाओं के कारण के लिए समर्पित होना चाहिए और एक स्वतंत्र सदस्य को उस मामले के लिए समिति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए अब इसलिए यह आंतरिक शिकायत समिति है और इसकी संरचना है जैसा कि मैंने कहा है कि नियोक्ता की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद हर संगठन के पास आंतरिक शिकायत समिति का सेटअप होना चाहिए ताकि वह मुद्दों पर गौर कर सके जो संगठन के भीतर महिलाएं सामना करती हैं स्लाइड समय देखें 1634 अब आंतरिक शिकायत समिति को क्या करना है अब आंतरिक शिकायत समिति को उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए जो महिलाएं सामना कर रही हैं और मुद्दों को देखने में मुख्य तथ्य आंतरिक शिकायत समिति को उन शिकायतों का निर्धारण करना है जो इसके पहले और बनाने के लिए आती हैं कि उस संबंध में आवश्यक जांच और एक निष्कर्ष पर आने के लिए जांच समिति के रूप में कार्य करना और नियोक्ता को उस कार्रवाई के संबंध में उचित सिफारिशें देना जो उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है और यौन उत्पीड़न के आरोप जो स्थापित किया गया के बारे में कहा जाता है अब इस संबंध में आंतरिक शिकायत समिति की प्रमुख ज़िम्मेदारी है कि जांच को अंजाम देने में जांच के संचालन में किस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें कुछ पहलुओं पर स्पष्ट होना चाहिए अब जो होता है वह अधिनियम के तहत होता है और नियम उनके अंतर्गत आते हैं जो कि 2013 के अधिनियम में है और नियम निर्धारित किए गए प्रत्येक संगठन के तहत उनके फ्रेम वर्क विस्तृत प्रक्रिया हैं जिस तरह से शिकायतें तय की जानी हैं अब हालांकि उस प्रक्रिया को अधिनियम और नियमों के अनुरूप होना चाहिए लेकिन वे प्रक्रिया को विस्तृत और विस्तृत कर सकते हैं और इस तरह की प्रक्रिया को अच्छी तरह से प्रसारित किया जाना चाहिए और संगठन के भीतर सभी लोगों के लिए जाना चाहिए इसलिए एक बार जब कोई शिकायत आती है तो उन्हें निर्दिष्ट करना चाहिए उन्हें उस प्रक्रिया के अनुसार जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए जो शिकायत के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से रखी गई हो अब कभी कभी यह केंद्रीय सेवा नियम हो सकता है जो कभी कभी लागू हो सकता है यह सामान्य नियम हो सकते हैं जो कि तैयार किए गए हैं जैसा कि मैंने कहा कि यौन उत्पीड़न अधिनियम और इसके नियम और ये नियम मूल रूप से या प्रक्रिया जो हम कहते हैं कड़ाई से नहीं हैं देश में अस्तित्व में आने वाले प्रक्रियात्मक कानूनों द्वारा शासित होता है क्योंकि इस अर्थ में कि आप सिविल कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही नहीं जानते हैं जिससे कि सीआरपीसी या सीपीसी आदि आवेदन में आ सकते हैं इसलिए प्रक्रियात्मक कानून या साक्ष्य का कानून जैसे कड़ाई से बोलना इन कार्यवाही पर लागू नहीं होता है लेकिन इसके कोड में क्या निहित है ये कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए जो अस्तित्व में हैं और जिनका सभी कार्यवाहियों में पालन किया जाना चाहिए जिसमें किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और उस व्यक्ति पर कुछ दंड लगाए अतः इसलिए जो प्रक्रिया निर्धारित की जानी है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ होनी चाहिए जो एक अवधारणा है जो कानून के कुछ बुनियादी संकेतकों या बुनियादी मुद्दों में से कुछ में अच्छी तरह से जाना जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में आता है वह है पूर्वाग्रह के खिलाफ शासन किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के कारण न्यायाधीश नहीं होना चाहिए अगला यह है कि दोनों पक्षों के नीचे निकाय में परिवर्तन है और दोनों पक्षों को नोटिस का अधिकार होना चाहिए ये प्राकृतिक न्याय के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाना है जिसके कारण संगठन में गिरावट आई इसलिए जब ICC अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है तो उसके लिए नीति और संबंधित सेवा नियमों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आंतरिक शिकायत समिति अच्छी तरह से अवगत हो और अच्छी तरह से अनुकूल हो संपूर्ण वैधता कानूनी नियम और प्रक्रिया जो वहां है और उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है और पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्हें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे ही शिकायत आती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे जाना है और उन्हें कैसे स्थानांतरित करने के लिए जाना है और वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने और देखने के लिए क्या रुचि रखते हैं इसलिए इन सभी मामलों में उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए सुनिश्चित करें कि पक्षकारों को इस प्रक्रिया के बारे में और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है यह समिति की जिम्मेदारी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि इससे पहले कि वे उन पक्षों को आगे बढ़ाएं जो शिकायत में शामिल हैं वे सभी जानते हैं नियमों और प्रक्रियाओं को लागू करना जो जगह में है और जिसके कारण वे शिकायत के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शासित होंगे उन्हें शिकायत एकत्र करने में मुख्य मुद्दों को निर्धारित करना चाहिए और सभी प्रासंगिक जानकारी रिकॉर्ड करनी चाहिए प्रासंगिक साक्षात्कार प्रश्न तैयार करें आवश्यक साक्षात्कार का विश्लेषण करें और एकत्र की गई जानकारी निष्कर्षों की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करें इसलिए शिकायत के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ये कुछ जिम्मेदारियां या कार्य हैं जिन्हें आईसीसी ICCInternal Complaints Committee पूरा करने की उम्मीद करता है जैसा कि उन्हें शिकायत को निर्धारित करने के लिए बहुत शुरुआत में आगे बढ़ना है उस साक्षात्कार के संबंध में सभी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आवश्यक साक्षात्कार या जैसा कि हम कहते हैं कि प्रक्रिया में शामिल होने वाले दलों की पूछताछ जानकारी का विश्लेषण करती है जो सामने आई है इसके पहले और फिर अंत में एक रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक सिफारिशें देने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह की दोहरी भूमिका है यह दोनों जांच के साथ साथ एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण भी है इसलिए जांच के संदर्भ में यह पता लगाना आवश्यक है कि पक्षों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए पक्षों से आवश्यक सबूत या दस्तावेज आदि प्राप्त किए जाएं और फिर उन्हें उन आरोपों की सच्चाई और झूठ का निर्धारण करना होगा जो जांच के माध्यम से किए गए हैं पार्टियों पर सवाल उठाने के तरीके और अंत में इसे अपने दिमाग को लागू करना होगा कि क्या कोई मामला बनता है या नहीं बनता है और उसी के अनुसार सिफारिशें की जाती हैं तो यह आंतरिक शिकायत समिति की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है स्लाइड समय देखें 2435 और इसलिए कुछ निश्चित क्या करें और क्या नहीं करें होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है अब इस संबंध में कोई भी वास्तव में उस पुस्तिका को देख सकता है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है जो एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है मंत्रालय द्वारा इस बात के लिए कि पूरी प्रक्रिया को समिति की जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए और उन्हें उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करना है इसलिए यह बहुत ही उपयोगी और अच्छी तरह से तैयार किया गया दस्तावेज़ है जो वास्तव में वेबसाइट पर जा सकता है और आगे के विवरण और जानकारी के लिए देख सकता है इसलिए अब यह कहना कि क्या अनुज्ञेयजायज है और क्या इस अर्थ में अनुज्ञेय नहीं है कि ICC दोनों पक्षों और जांच समिति की जांच किस प्रकार कर रही है कि उनसे क्या अपेक्षित है और उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है सबसे पहले क्या आपको सक्षम बैठक परिवेश बनाना है इसलिए सही माहौल बनाना सही माहौल बनाना और शिकायत दर्ज करने के लिए आईसीसी के सदस्यों से मिलना और दूसरे पक्ष या प्रतिवादी के लिए भी यही करना बहुत महत्वपूर्ण है उन बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें जो पार्टियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करती हैं यह पीड़ित के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है जब पीड़िता यौन उत्पीड़न के मुद्दे का सामना करती है वह अक्सर टूटने की कगार पर होती है वह अक्सर मानसिक आघात में होती है कई बार विशेष रूप से कानूनी स्थितियों में देखा गया है कि महिलाएं ऊपर नहीं आना पसंद करती हैं इसलिए आश्वासन देना पड़ता है वहाँ आत्मविश्वास होना चाहिए जिसे दिखाया जाना है महिलाओं के बीच इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि समिति के रूप में सदस्यों या आईसीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें ठीक से संवाद करना चाहिए और पार्टियों पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए अगली पार्टियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें जो कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों पक्ष चाहे वे पीड़ित या उत्पीड़नकर्ता हों या नहीं उन्हें आवश्यक सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वे आंतरिक अनुपालन समिति में विश्वास दोहराएं और वे सभी मामलों में समिति से सहयोग करने के लिए तैयार हों यह पूर्व निर्धारित विचारों को त्याग देता है इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने कहा है कि प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है केवल आंतरिक समितियों का हिस्सा होने की स्थिति में पूर्वाग्रह का आरोप है एक नियोक्ता की जिम्मेदारी यह देखने के लिए कि इस तरह के आरोपों को पहले जांचा और हटाया गया है और फिर केवल आंतरिक अनुपालन समिति आगे अनुपालन के साथ आगे बढ़ सकती है इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्व निर्धारित विचारों के किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से दूर किया जाना चाहिए साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप क्या है और क्या आरोप यौन उत्पीड़न के बीच है इसलिए नुकसान का निर्धारण जो कि दोष निर्धारित करना है या जो कि स्थापित होना है इसलिए अगले व्याख्यान में मैं यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संदर्भ में आंतरिक अनुपालन समिति की जिम्मेदारियों के साथ जारी रखूंगी